नमस्कार इस पाठ्यक्रम माइक्रोवेव इंटीग्रेटेड सर्किट्स के एक अन्य अध्याय में आपका स्वागत है पिछले अध्याय में हमने 3 पोर्ट माइक्रोवेव डिवाइसेस जैसे सर्क्युलेटर टीज़ और पावर डिवीडर से संबंधित विषयों का अध्ययन किया था इस अध्याय में हम 4 पोर्ट डिवाइसेस का अध्ययन करने जा रहे हैं अब 4 पोर्ट डिवाइसेस के बारे में एक बात यह है कि इन सभी का मिलान सभी पोर्ट्स पर किया जा सकता है वे रेसिप्रोकल भी हो सकते हैं और वे लॉस्टलेस्स होते हैं क्षमा कीजिए तो 4 पोर्ट डिवाइसों से संबंधित गणित उन्हें उन सभी 3 गुणों की अनुमति देता है जो 3 पोर्ट डिवाइसों के लिए नहीं थी और सभी 4 पोर्ट डिवाइसेस को सामान्य टर्म कपलर द्वारा जाना जाता है इसलिए 3 पोर्ट डिवाइसेस जैसे कि संचारक या टीज़ या पावर डिवीडर के लिए 3 अलग अलग प्रकार के डिवाइसेस के विपरीत सभी 4 पोर्ट माइक्रोवेव डिवाइस को सामान्य टर्म कपलर द्वारा जाना जाता है तो चलिए कपलर के बारे में थोड़ा और चर्चा करते हैं तो कपलर को इस प्रतीक द्वारा दर्शाया जाता है एक पोर्ट है जिसे इनपुट पोर्ट कहा जाता है एक और पोर्ट है जिसे कपल्ड पोर्ट कहा जाता है एक और पोर्ट है जिसे थ्रू पोर्ट कहा जाता है और एक जिसे आइसोलेटेड पोर्ट कहा जाता है अब मूल बिंदु यह है कि इनपुट पोर्ट तक पहुंचने वाला एक सिग्नल और उस हिस्से का हिस्सा कपल्ड पोर्ट तक जाएगा और उसका एक हिस्सा थ्रू पोर्ट में जाएगा और इनपुट सिग्नल का कोई भी हिस्सा आइसोलेटेड पोर्ट तक नहीं पहुंचना चाहिए इसलिए पुराने दिनों में हमारे पास कारण है आप मुझसे पूछ सकते हैं कि कपल्ड और थ्रू पोर्ट में क्या अंतर है आधुनिक समय के कपलर में वास्तव में कोई अंतर नहीं है लेकिन जब पहले कपलर का निर्माण या बनाना शुरू हुआ तो यह था कि यह इस कपल्ड पोर्ट पर दिखने वाली एनर्जी प्रत्यक्ष कनेक्शन के बजाय इसकी तरह कपल्ड थी पोर्ट के थ्रू से अस्तित्व में एनर्जी को एक अंतर या कुछ इस तरह से सफ़र करना होगा तो एक कपलर का एक उदाहरण एक बहुत ही सरल वेवगाइड आधारित कपलर है मान लीजिए कि हमारे बीच में विभाजन के साथ एक वेवगाइड है और मान लीजिए कि यह हमारा इनपुट पोर्ट है तो हमें यह संख्या दें आइसोलेटेड पोर्ट आमतौर पर प्रतीक 2 द्वारा दर्शाया जाता है कपल्ड पोर्ट को प्रतीक 3 द्वारा दर्शाया गया है और प्रतीक 4 द्वारा थ्रूपुट अगर यहाँ इसे 2 मान लें तो यह 3 है और यह 4 है अब यदि पोर्ट 1 पर कोई सिग्नल आ रहा है तो उस सिग्नल का एक हिस्सा इस तरह से ट्रेवल करेगा और दूसरा भाग इस तरह से और इन 2 छेदों या कपलिंग छेदों के बीच की दूरी इस तरह समायोजित कि जाती हैं कि जब ये एक सिग्नल यहाँ छेद से होकर गुजरता है और एक अन्य सिग्नल इस तरह से निकलकर और फिर यहां आकर जब वे मिलते हैं तो वे रचनात्मक रूप से जोड़ते हैं तो कंस्ट्रक्टिवे इंटरफेरेंस होता है और अब इस छेद में प्रवेश करने वाले सिग्नल का एक हिस्सा भी आएगा इस बिंदु पर वापस और यहाँ फेज डिफरेंस इस प्रकार हैं यह मूल रूप से फेज डिफरेंस पाई पर 2 है इसलिए सिग्नल यात्रा करते समय पाई बाई 2 के एक फेज डिफरेंस से गुजरता है यहाँ और फिर पाई बाई 2 का एक और फेज डिफरेंस और अंत में जब यह इस बिंदु पर वापस पहुँचता है डेसट्रक्टिवे इंटरफेरेंस है और इसलिए पोर्ट 2 को अलग या दिकपल्ड किया जाता है पर फिर पोर्ट 3 जहां कंस्ट्रक्टिवे इंटरफेरेंस होता है वहां शक्ति होती है इतना कुछ इस इनपुट पावर की मात्रा 3 पोर्ट तक पहुंच जाएगी अब यह देखते हैं कि अन्य प्रकार के कपलर क्या हैं एक टर्म जो अक्सर कपलर के साथ जुड़ा रहता है वह हाइब्रिड कपलर के रूप में जाना जाता है अब एक हाइब्रिड कपलर में कपल्ड और थ्रू पोर्ट के बीच का विभाजन बराबर होता है इसलिए कपल्ड और थ्रू पोर्ट पर पावर बराबर प्राप्त होती है तो दूसरे शब्दों में इसीलिए इस हाइब्रिड कपलर को 3 dB कपलर भी जाना जाता है वह बराबर विभाजन है या इनपुट पावर का आधा भाग कपल्ड पोर्ट और इनपुट पावर का आधा हिस्सा थ्रू पोर्ट से जाता है कपलर को वर्गीकृत करने का दूसरा तरीका एस पैरामीटर मैट्रिक्स की विशेषता पर आधारित है इस पृष्ठ पर हमारे पास 2 विभिन्न प्रकार के कपलर हैं एक को 180° कपलर और कहा जाता है अन्य को 90° कपलर अब 180° कपलर में कपल्ड और थ्रू पोर्ट के बीच का फेज डिफरेंस 180° और 90° में कपल्ड और थ्रू पोर्ट के बीच का फेज डिफरेंस 90° है यही उनके बीच अंतर है 180° कप्लर्स के कुछ उदाहरण मैजिक टी हैं फिर रैट रेस कपलर टैपर्ड लाइन कहते हैं और फिर 90° कप्लर्स के कुछ उदाहरण कपल्ड लाइन ब्रांच लाइन इस बारे में हम विस्तार से इस मैजिक टी कपल लाइन और ब्रांच लाइन का अध्ययन करेंगे तो हम मैजिक टी के साथ शुरू करते हैं अब मैजिक टी का निर्माण कुछ इस तरह है तो यह एक एच प्लेन टी को ई प्लेन टी के मिलान जैसा है अब हम जानते थे कि एक ई प्लेन टी के लिए मान लीजिए कि यह पोर्ट 1 2 4 और 3 है हम जानते थे कि ई प्लेन टी के लिए पोर्ट 2 और पोर्ट 3 के बीच हमेशा 180°का फेज अंतर होगा तो मूल रूप से इसके कॉम्बिनेशन से और उपयुक्त रूप से इन टी ब्रांचेज की डिजाइन की लंबाई की गणना करके हम यहां दिखाए गए अनुसार मैजिक टी के लिए एस पैरामीटर मैट्रिक्स प्राप्त कर सकते हैं

तो एक मैजिक टी के लिए एस पैरामीटर मैट्रिक्स तो ई प्लेन टी से मूल रूप से जो हमें S41 S31 के बराबर मिला था जो की 1 भाग 2 के वर्गमूल के बराबर है तो यह ई प्लेन टी से है और H प्लेन टी से हमें S42 S32 के बराबर मिला है जो की 1 भाग 2 के वर्गमूल के बराबर है तो यह H प्लेन टी से है और यही कारण है कि जब इन दोनों को मिलाते हैं तो इस तरह के एस पैरामीटर मैट्रिक्स प्राप्त होता हैं और जैसा कि हम देख सकते हैं कि पोर्ट 1 और 2 अलग थलग हैं और इसी तरह पोर्ट 3 और 4 भी वे भी क्षमा चाहते हैं पोर्ट 3 और पोर्ट 4 यह मान और यह मान भी 0 के बराबर है यही कारण है कि पोर्ट 3 और 4 अलग थलग हैं और पोर्ट 1 और 2 अलग थलग हैं और शेष या तो थ्रू हैं या कपल्ड हैं इसी तरह अगर हम ब्रांच लाइन हाइब्रिड पर चर्चा करना चाहते हैं तो यह एक उदाहरण है इसलिए यह मैजिक टी 180° कपलर का एक उदाहरण था यह और इस ब्रांच लाइन हाइब्रिड कपलर 90° कपलर का एक उदाहरण है ब्रांच लाइन हाइब्रिड का निर्माण हम सिर्फ स्कीमएटइक डायग्राम से करते हैं तो इस प्रारूप में 4 ट्रांसमिशन लाइन्स जुड़ी होती हैं जिनमें से प्रत्येक में लंबाई लैम्ब्डा भाग 4 होती है जहां l लैम्ब्डा कार्य मिशन लाइनों के विशेष फ्रीक्वेंसी और करक्टेरिस्टिक्स इम्पीडेन्स Z2 के साथ वर्टीकल ट्रांसमिशन लाइन्स है और इस हॉरिजॉन्टल ट्रांसमिशन लाइन के लिए करक्टेरिस्टिक्स इम्पीडेन्स Z1 के बराबर है अब हम इस हाइब्रिड का विश्लेषण करने के लिए एक इवन ओड विश्लेषण कह सकते हैं बस आपको संकेत देने के लिए इस विश्लेषण को कैसे करें आइए हम देखें कि यह इवन ओड़ विश्लेषण है आप देखते हैं यह एक स्कीमएटइक डायग्राम है जिसे मैंने अभी अभी खींचा है और यह लाइन इन 2 का प्रतिनिधित्व करती है यह Z1 है और ये 2 लाइन्स करक्टेरिस्टिक्स इम्पीडेन्स Z1 वाली ट्रांसमिशन लाइन्स का प्रतिनिधित्व करती हैं और ये 2 लाइन्स करक्टेरिस्टिक्स इम्पीडेन्स Z2 वाली ट्रांसमिशन लाइन्स का प्रतिनिधित्व करती हैं अब मान लें कि एक इमेजिनरी लाइन है जो इन सर्किट्स को हॉरिजॉन्टल दिशा में काट रही है अब यह इमेजिनरी लाइन है जो वर्टीकल ट्रांसमिशन लाइन्स को हॉरिजॉन्टल दिशा में काट रही है अब मान लीजिए कि पोर्ट 1 पर एक सिग्नल A1 आ रहा है तो यह A1 भाग 2 और A1 भाग 2 के उप सिग्नल्स का योग हो सकता है और पोर्ट 2 पर जहां कोई संकेत दिखाई नहीं दे रहा है यह माना जा सकता है कि मूल रूप से 0 है पोर्ट 2 पर इनपुट 0 है अब यह 2 बराबर और विपरीत सिग्नल्स A1 भाग 2 और A1 भाग 2 का योग माना जाता है इसलिए जब वे योग करते हैं तो पोर्ट 2 पर दिखाई देने वाला शुद्ध इनपुट 0 होता है इसलिए पोर्ट 2 आइसोलेटेड पोर्ट है इसलिए वैसे भी पोर्ट 2 आइसोलेटेड पोर्ट है तो इस बिंदु से संकेत ना तो अंदर आना चाहिए या ना बाहर से आना चाहिए अब इस सिमिट्री के कारण जो इस सर्किट में मौजूद है जब हम इसे इस लाइन से आधा काटते हैं तो उस स्थिति को मानते हुए जब हमारे पास पोर्ट 2 पर केवल A1 भाग 2 और पोर्ट 1 पर A1 भाग 2 है जिसे हम इवन मोड भी कहते हैं और मामला तब जब हमारे पास पोर्ट 1 पर इनपुट के रूप में A1 पर 2 और पोर्ट 2 पर इनपुट के रूप में A1 पर 2 है जिसे हम ओड केस कहते हैं और चूंकि यह एक लीनियर सर्किट है शुद्ध आउटपुट या कोई भी पैरामीटर जो हम इस सर्किट में प्राप्त करते हैं वह सुपरपोजिशन होगा सुपरपोज़िशन थ्योरम मान्य होगा और इसलिए किसी भी पोर्ट पर शुद्ध आउटपुट समान मोड या ओड मोड के कारण प्राप्त आउटपुट का सुपरपोज़िशन होगा अब विचार करें कि जब केवल ओड मोड मौजूद होता है तो पोर्ट 1 को A1 भाग 2 और पोर्ट 2 को A1 भाग 2 दिया जाता है तब इनपुट सिग्नल्स के समान और विपरीत प्रकृति के कारण हम मान सकते हैं कि वोल्टेज इस हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ 0 है क्योंकि यह है यह है यह है और दोनों परिमाण में बराबर हैं फिर इस हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ वोल्टेज 0 होगा और इसके आधार पर हमने ओड मोड के लिए इस समकक्ष सर्किट बनाया है तो यहाँ हमारे पास एक शार्ट है जो इस लाइन द्वारा दर्शाया गया है और यह शॉर्ट इस लाइन द्वारा दर्शाया गया है यह शार्ट लैम्ब्डा भाग 18 लम्बाई का है क्योंकि हमने इसे आधा में काट लिया है और Z1 वही बना हुआ है लेकिन लैम्ब्डा भाग 8 लम्बाई के कारण इसकी करक्टेरिस्टिक्स इम्पीडेन्स Z2 है और यहां एक लोड Z2 Z0 जुड़ा हुआ है इसी तरह से इवन मोड में भी जब पोर्ट 1 और पोर्ट 2 दोनों पर निवेश बराबर होते हैं तो इस लाइन के साथ वोल्टेज इस हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ ग्रहण कर सकता है और यह हॉरिजॉन्टल लाइन मूल रूप से खुली है यहां यह शॉर्ट था क्योंकि वोल्टेज 0 था और क्योंकि इन 2 बिंदुओं के वोल्टेज इवन मोड के लिए समान हैं इसलिए यह बिंदु मूल रूप से बदल रहा है इससे कोई करंट नहीं गुजर रहा है और इसी के आधार पर हमारे पास यह है इवन मोड के लिए समतुल्य मॉडल जो बिल्कुल ओड मोड के समान है सिवाय इसके कि शॉर्ट के बजाय यहां एक ओपन है और यहां एक ओपन है

अब हम इस सर्किट का विश्लेषण कैसे करते हैं जैसा कि मैंने कहा कोई भी आइए विचार करें कि A1 पोर्ट 1 निवेश है और बी 1 पोर्ट 1 पर रेफ्लेक्टेड वेव है और मान लीजिए S11E और S11O S11 पैरामीटर के इवन मोड सर्किट और ओड मोड सर्किट के लिए हैं तो पोर्ट 1 पर कुल रेफ्लेक्टेड वेव समरूप और ओड मोड के योगदान का कॉम्बिनेशन होगा और इसलिए हम इस समीकरण द्वारा B1 लिख सकते हैं जो बदले में समग्र S11 पैरामीटर में अनुवाद करता है जोकि A1 पर B1 के बराबर है इसी तरह बी2 के लिए अब बी2 के मामले में हम मान सकते हैं कि बी 2 पोर्ट 2 पर रेफ्लेक्टेड वेव है इसलिए बी 2 इवन मोड और ओड मोड के निवेश का कॉम्बिनेशन है अब बी2 के इवन मोड के लिए पोर्ट 2 पर वोल्टेज A1 भाग 2 है और ओड मोड के लिए वोल्टेज है कि संकेत मैं आपसे क्षमा मांगता हूं मुझे वोल्टेज को लिखना चाहिए यह एक नोर्मलिज़ेड वोल्टेज है नोर्मलिज़ेड वोल्टेज A1 भाग 2 है जो पोर्ट 2 पर दिखाई देता है तो फिर शुद्ध B2 को A1 भाग 2 और A1 भाग 2 का योग होना चाहिए इसलिए B2 को इस तरह लिखा जाता है और S21 अर्थात B2 भाग A1 को इस समीकरण द्वारा दिया जाता है अब हम इसी तरह इवन और ओड सर्किट के लिए S41 और S31 पैरामीटर्स को S41 और S11 पैरामीटर्स के संदर्भ में एक्वेशन द्वारा प्राप्त कर सकते हैं दूसरी बात यह है कि हम ध्यान दें कि ये इवन और ओड मोड सर्किट में 3 अलग अलग सर्किट होते हैं एक यह शाखा है फिर ट्रांसमिशन लाइन्स की लंबाई और फिर से एक खुली शाखा है इसलिए ये 3 कैस्केड में हैं और क्योंकि 3 में हैं कैस्केड हम एक्वेशन्स का पता लगाने के लिए कैस्केड पैरामीटर्स को लागू कर सकते हैं

तो ये कैस्केड पैरामीटर हैं अब ट्रांसमिशन लाइन्स की एक सरल लंबाई के लिए जो हमने पहले देखा था कि कैस्केड पैरामीटर इस मैट्रिक्स द्वारा दिए गए हैं

और चूंकि इस ट्रांसमिशन लाइन की लंबाई लैम्ब्डा भाग 4 है इसलिए हमें इस मैट्रिक्स को सरल करने में सक्षम होना चाहिए इस मैट्रिक्स से इस मैट्रिक्स पर जाते हैं इसी तरह खुली या जुड़ी लाइनों के कैस्केड पैरामीटर इन एक्वेशन्स द्वारा दिए जा सकते हैं और अंत में जैसा कि मैंने कहा समग्र कैस्केड पैरामीटर 3 सर्किट के 3 कैस्केड पैरामीटर्स का गुणन होगा पहला या तो एक खुला या शॉर्टेड स्टब है दूसरा ट्रांसमिशन लाइन्स की लंबाई और तीसरा वाला फिर से एक खुला या शॉर्टेड ट्रांसमिशन लाइन है और इस गुणा करने के बाद समग्र कैस्केड पैरामीटर्स या सर्किट के ABCD मैट्रिक्स दोनों इवन या ओड मोड के लिए इस एक्वेशन से दिए जाते है तो यहाँ भी समान मोड का प्रतिनिधित्व करता है यहाँ ओड मोड का प्रतिनिधित्व करता है इसी तरह यहाँ अब एक बार जब हम कैस्केड या ABCD मैट्रिक्स प्राप्त करते हैं तो हम उन ABCD पैरामीटर्स को इस एक्वेशन से S पैरामीटर में परिवर्तित कर सकते हैं इस एक्वेशन को पॉसर्ट की पुस्तक द्वारा दिया गया है इस रूपांतरण की डेरिवेशन भी दी गई है और फिर एक बार जब हम ऐसा करते हैं तो हम इसे प्राप्त कर लेंगे एक बार जब हम ऐसा करेंगे तो हमें व्यक्तिगत इवन और ओड मोड के लिए S पैरामीटर का पता चलता है इससे हम इस एक्वेशन का उपयोग करके सर्किट के समग्र एस पैरामीटर्स का पता लगा सकते हैं जो मैंने अभी वर्णित किया है अब पहली बात हमने देखा कि कपलर को पोर्ट 1 पर मिलान करने की आवश्यकता है और हम जानते हैं कि हमने अभी देखा है कि S11 को इस एक्वेशन द्वारा दिया गया है और पोर्ट 2 को पोर्ट 1 से अलग करने की आवश्यकता है जिससे हमें यह एक्वेशन मिला है तो अगर S11 और S21 दोनों को 0 होना है तो S11E और S11O व्यक्तिगत रूप से 0 के बराबर होगा और इस एक्वेशन को हल करने पर इस एक्वेशन को करने पर हमें Z1 और Z2 के बीच इस तरह से एक संबंध मिलता है अब 3dB कपलर के लिए यहां मुझे यह उल्लेख करना चाहिए कि Z0 करक्टेरिस्टिक्स इम्पीडेन्स या मिलान इम्पीडेन्स है जो कि महत्वपूर्ण है जिसके लिए कपलर को सभी पोर्ट से जुड़ा हुआ माना जाता है अब 3dB कपलर के लिए हमें Z1 का मान Z0 पर 2 के वर्गमूल और Z2 Z0 के बराबर प्राप्त होता है यदि हम इन मानों को इनकी जगह पर रखें तो हम देखेंगे कि 3 dB स्थिति जो कपल्ड और थ्रू पोर्ट के बीच समान पावर विभाजन है संतुष्ट है अब इसी तरह आगे भी हम S31 और S41 पैरामीटर्स का पता लगा सकते हैं

इसलिए यदि हम मॉनिटर पर स्लाइड्स पर वापस जाते हैं तो कुल मिलाकर इसलिए हमने सभी पैरामीटर्स को खोज लिया है जो S11 S21 S31 और S41 हैं और फिर उन पैरामीटर्स का उपयोग करके हम एक कपलर के लिए पूर्ण एस पैरामीटर मैट्रिक्स पता लगा सकते हैं अब मैं यहां इस पॉइंट पर कुछ का उल्लेख करना चाहूंगा कहते हैं कि आपके पास एक कपलर है जो सिमेट्रिक है इसलिए आप कह सकते हैं कि हमारे पास 16 पैरामीटर हैं क्योंकि एक कपलर 4 पोर्ट नेटवर्क है और हमें S11 S21 S31 और S41 का पता चला फिर कैसे क्या मुझे अन्य सभी पैरामीटर्स का पता चल सकता है इसलिए यहाँ इस सिमेट्रिक के कारण मेरा अंकन इस तरह है मैं कह सकता हूँ कि एस 21 एस 34 के बराबर है और फिर क्योंकि यह एक रेसिप्रोकल डिवाइस है तो वह S43 के बराबर होना चाहिए जो बदले में S12 के बराबर होना चाहिए तो सिर्फ S21 को जानकर मुझे 3 और S पैरामीटर का पता चला इसी तरह S11 चूंकि यह सभी पोर्ट पर मेल खाता है S11 S22 के बराबर S33 के बराबर S44 के बराबर है इसके अलावा S31 S24 के बराबर S42 के बराबर S13 के बराबर है और अंत में S41 S32 के बराबर S23 के बराबर S14 के बराबर है तो आप सिर्फ एक सिमेट्रिक कपलर के सिमेट्रिक के इन 4 एस पैरामीटर्स को जानकर शेष सभी एस पैरामीटर्स का पता लगा सकते हैं अब कपलर पर अपनी चर्चा पर वापस आ रहे हैं तो हमने कपलर के एक ब्रांच लाइन हाइब्रिड के बुनियादी निर्माण का अध्ययन किया है और हमने उस ब्रांच लाइन कपलर के एस पैरामीटर मैट्रिक्स का भी पता लगाया है आइए देखते हैं कि 3dB मामले के लिए क्या होता है वह यह है कि जब ब्रांच लाइन कपलर कपल्ड पोर्ट और थ्रू पोर्ट के बीच समान पावर विभाजन प्रदान करता है तो वहां हमने देखा कि Z1 का मान Z0 पर 2 के वर्गमूल और Z2 Z0 के बराबर है इसलिए S41 J पर 2 के वर्गमूल के बराबर है S31 के बराबर है इसलिए यह इस एक्वेशन से आता है S31 1 के बराबर होता है इसलिए ये S41 के मान हैं और S31 के होंगे इसलिए एस पैरामीटर मैट्रिक्स इस तरह बनना चाहिए एक 3 dB हाइब्रिड के लिए एक पूर्ण एस पैरामीटर मैट्रिक्स इस तरह बनना चाहिए जैसा कि हम S32 और S31 के बीच फेज डिफरेंस को देख सकते हैं इसलिए इनके बीच जब हमें लगता है पोर्ट 3 पर एक इनपुट पोर्ट मान लें फिर पोर्ट 2 और पोर्ट 1 पर उत्पादित 90° फेज में स्थानांतरित हो जाते हैं या कहें कि पोर्ट 1 पर एक इनपुट है तो S13 1 के बराबर है और S14 J के बराबर है इसलिए हम फिर से देखें कि यदि हमारे पास पोर्ट 1 पर इनपुट है तो पोर्ट 3 और पोर्ट 4 पर उत्पादित 90° फेज से स्थानांतरित होगा तो इस व्याख्यान में हमने 2 प्रकार के कपलर को देखा है किया प्रथम 180° कपलर का उदाहरण था एक जिसे हम मैजिक टी कहते हैं और दूसरा 90° कपलर का उदाहरण था जिसे हम ब्रांच लाइन कपलर कहते है या यदि कपल्ड और थ्रू पोर्ट के बीच समान पावर विभाजन है तब इसे हाइब्रिड ब्रांच लाइन कपलर कहा जाता है अगले व्याख्यान में हम एक और प्रकार का कपलर एक और प्रकार का 90° कपलर जिसे लाइन कपलर कहा जाता है को देखेंगे तो आपको बहुत धन्यवाद